हम विभिन्न नमूनों को देख रहे थे जो कि समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस के लिए उपयोग किए जाते हैं हमने सघन तनाव नमूना देखा फिर हम तीन बिंदु झुकाव के नमूने पर चले गए परीक्षण के लिए नमूना मैंने कहा यह एक बहुत लोकप्रिय नमूना है मुख्य रूप से क्योंकि इसे बनाना आसान है और यहां तक कि इसे मशीन में भार करने के लिए भारण जोड़ भी बनाना आसान है हमने प्रतिबल तीव्रता कारक के मूल्य को भी देखा है फिर हम उपयोग किए जाने वाले नमूनों के अन्य रूपों पर चले गए और मैं चाहूंगा कि आप इसका दो आयामी रेखाचित्र बनाएं यह एक C नमूना है यह चोंगा फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण के लिए उपयोगी है चोंगा से नमूना लेना आपके लिए सुविधाजनक है और आपके पास इस किनारे से मापी गई दरार की लंबाई है जिसे दरार की लंबाई के रूप में दिया जाता है और इसके लिए भी आपके पास एसआईएफ के लिए सीमा समाप्त समाधान उपलब्ध है आपके पास नमूना का एक और समूह है जिसे डिस्क आकार के सघन तनाव नमूना के रूप में जाना जाता है यहां दरार की लंबाई भार अमल बिंदु से मापा जाता है यह a का मान है दो आयामी रेखाचित्र बनाएं और यह नमूना शाफ्ट के फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण के लिए उपयोगी है और इन सभी मामलों के लिए आपके पास प्रतिबल तीव्रता कारक का मूल्यांकन करने के लिए अभिव्यक्ति है तो प्रयोग से आप महत्वपूर्ण भार P और महत्वपूर्ण दरार लंबाई को मापेंगे तो इसके साथ आप प्रतिबल की तीव्रता के कारक का अनुमान लगाने की स्थिति में होंगे और अभिव्यक्ति इस प्रकार दी गई है यह C नमूना के लिए है यह इस तरह से पढ़ते है KI बराबर PB w पावर आधा गुणा 3 x w है और आपके पास यहाँ चिन्हित दूरी x है यह भार अमल बिंदु से शुरू होने वाली दरार की दूरी है प्लस 19 प्लस 11 अल्फा जहां अल्फा aw अनुपात है पूरे गुणा 1 प्लस 025 गुणा 1 माइनस अल्फा पूरे वर्ग गुणा 1 माइनस r1r2 है फिर आपके पास एक कारक अल्फा पावर आधा 1 माइनस अल्फा पावर32 गुणा 374 माइनस 63 अल्फ़ा प्लस 632 अल्फा वर्ग माइनस 243 अल्फा घन है यह C नमूने के लिए है और आपके पास डिस्क के आकार का नमूना KI बराबर है PB w की शक्ति आधा गुणा द्वारा 2 प्लस अल्फा से 076 प्लस 48 अल्फ़ा माइनस 1158 अल्फ़ा वर्ग प्लस 1143 अल्फ़ा घन माइनस 408 अल्फ़ा शक्ति4 के लिए 1 माइनस अल्फ़ा पूरी पावर 32 से विभाजित है तो आपके पास C नमूने के साथ साथ डीसीटी नमूना भी है नमूना आयामों पर बाधाएं और अब हम यह देखने के लिए आगे बढ़ते हैं कि नमूना आयामों पर क्या अड़चनें हैं जब हमने प्लास्टिक क्षेत्र के नमूना पर चर्चा की तो हमने प्लास्टिक क्षेत्र के आकार पर विचार किया मोटाई B के रूप में दी गई है 25 गुना KIC सिग्मा ys पूरे वर्ग है परीक्षण में समतल स्ट्रेन की स्थिति को बनाए रखने के लिए यह स्थिति आवश्यक है और यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि जब पदार्थ बदलती है तो नमूने की मोटाई क्या है मान लीजिए मेरे पास एक एल्यूमीनियम उच्च पावर वाला मिश्र धातु है यह चारों ओर 15 मिलीमीटर होगा जहां एलईएफएम लागू है दूसरी ओर यदि आप एक परमाणु कोटि इस्पात के लिए जाते हैं यदि आप केआईसी और सिग्मा ys के मूल्यों को प्रतिस्थापित करते हैं तो नमूने का आकार जो कि 1020 मिलीमीटर मोटाई है वास्तव में एक व्यक्ति नमूना पर बैठ सकता है इस तरह की तस्वीरें कुछ साहित्य में भी दिखाई गई हैं और आपके पास नमूना तोड़ने के लिए एक मशीन नहीं होगी क्योंकि यह इतना मोटा और भारी है यह सिर्फ संभव नहीं है और ऐसी स्थितियों में एलईएफएम वास्तव में लागू नहीं है तो यही कारण है कि लोग परमाणु कोटि इस्पात के लिए ईपीएफएम के लिए गए थे आपके पास प्लास्टिक क्षेत्र विकसित है और आपके पास तोड़ने के लिए 1020 मिलीमीटर का नमूना नहीं हो सकता है और केआईसी निर्धारण संभव नहीं है फिर आपको इस बात पर भी विचार करना होगा कि अस्थिबंध का आकार क्या होना चाहिए यही है लंबाई w माइनस a क्या है जो बदले में निर्देशित करता है w क्या होना चाहिए और a क्या होना चाहिए तो आपके पास इसके लिए सिफारिशें हैं चौड़ाई के लिए सिफारिश है यह 5 गुना KIC सिग्मा ys पूरे वर्ग से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए और कारण इस मान के w के लिए पार्श्व मुक्त सतह को दरार की नोक से दूर रखना है आप जानते हैं हमने पहले ही देखा है एसआईएफ मूल्यांकन के मामले में बैक फ्री सतह सुधार कारक फ्रन्ट फ्री सतह सुधार कारक इसलिए जब आप फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण के लिए जा रहे हैं तो आप चाहेंगे पार्श्व मुक्त सतह दूर है तो आपके पास w की कीमत क्या होनी चाहिए इसके लिए एक सिफारिश है और आपके पास एक सिफारिश भी है दरार a की लंबाई क्या है यह KIC सिग्मा ys पूरे वर्ग 25 बिंदु गुना से अधिक होना चाहिए और अगर आपने वास्तव में उल्लेख किया है फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण के लिए सभी मानक नमूनों में aw का मान लगभग 045 से 055 है आप इसे ऐसे ही बनाए रखें इसलिए यदि आप गैर मानक नमूनों के लिए जाते हैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से चिंता करनी होगी कि B कैसे चुना जाना चाहिए और a कैसे चुना जाना चाहिए सामान्य नमूनों के मामले में नमूना आयाम इसकी देखभाल करता है और आप एक बहुत लंबी दरार क्यों चाहते हैं अगर मेरे पास एक पर्याप्त दरार है तो आपको फ्रैक्चर के लिए केवल एक उचित भार होना चाहिए तो यह आपके परीक्षण पद्धति को भी सरल करता है इसलिए आपको इसे देखना होगा और आपके पास एक बहुत दिलचस्प तालिका भी है जो इस्पात और एल्यूमीनियम के लिए वैध केआईसी परीक्षणों के लिए आवश्यक मोटाई के बारे में एक विचार देती है मैं चाहूंगा कि आप लिखें 3 विभिन्न मूल्यों के लिए आपके पास पहले स्तंभ में इस्पात की यील्ड पावर है दूसरा स्तंभ एल्युमिनियम पदार्थ दिखाई गई है यील्ड की ताकत दिखाई गई है तीसरा स्तंभ देता है केआईसी परीक्षणों के लिए आवश्यक मोटाई तो आप क्या पाते हैं जब मेरे पास 690 एमपीए या 275 एमपीए के एल्यूमीनियम की यील्ड पावर का इस्पात है तो आपको एक नमूना मोटाई की आवश्यकता होगी जो 76 मिलीमीटर से अधिक होनी चाहिए दूसरी ओर अगर मैं इस्पात के मामले में उच्च पावर वाले मिश्र धातुओं के लिए जाता हूं अगर यह 1380 एमपीए एल्यूमीनियम के लिए 448 एमपीए मोटाई 45 मिलीमीटर की तरह है तो लगभग दो तिहाई दूसरी ओर यदि आप बहुत उच्च पावर वाले मिश्र धातु के लिए जाते हैं तो यील्ड ताकत इस्पात और एल्यूमीनियम के लिए 620 एमपीए और 2070 है आपको सिर्फ 6 मिलीमीटर मोटाई के नमूने की आवश्यकता है यदि आप 3 अलग अलग मानों के लिए लिखते हैं तो यह पर्याप्त है इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि मोटाई कितनी महत्वपूर्ण है जैसे जैसे ताकत बढ़ती है मोटाई भी घटती जाती है एलईएफएम आदर्श रूप से उच्च पावर वाले मिश्र धातुओं के लिए लागू है शेवरॉन निशान तुम्हें पता है पिछली कक्षा में जो मैंने तुमसे कहा था वह है हमारे पास शेवरॉन निशान का आरेख है कुछ प्रतिबंध हैं जो कूट संकेत देता है खांचा की चौड़ाई क्या होनी चाहिए खांचा की लंबाई कितनी होनी चाहिए और फ़ैटिग् दरार का विस्तार क्या होना चाहिए इन सभी के लिए आपके पास दी गई सिफारिशें हैं और आमतौर पर शेवरॉन निशान नमूना इस तरह दिखाया गया है आपके यहाँ एक रेखा है और यहां भी 2 रेखा है पिछली कक्षा में मैंने आपसे इंजीनियरिंग चित्रांकन की अपनी समझ पर जाने और इन रेखाओं की व्याख्या कैसे की जा सकती है इसकी तीन आयामी तस्वीर देने की कोशिश करने के लिए कहा था उस पूरे आकृति में आपके पास एक संकेत है और यहीं हम रुक गए क्या आप में से कोई भी उन परिणामों के साथ आया है मुझे लगता है कुछ सम्पूर्ण रूप से आप अपने परिणाम के साथ आए हैं आप अपना हाथ बढ़ा सकते हैं और कोई और भी हां यह बहुत अच्छा है यदि आप एक प्रयास करते हैं तो यह बहुत अच्छा है आप जानते हैं आपको एक प्रयास करना होगा और हम देखते हैं नमूना कैसा दिखता है शेवरॉन निशान का उपयोग फ़ैटिग् दरार वृद्धि की उत्पत्ति और समतल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है यही पर है तो यह सभी रेखाओं के लिए बताते हैं आपके पास यह झुकाव रेखा है जो इस झुकाव रेखा को समझाती है और यह झुकाव रेखा इस रेखा को समझाती है और आपके पास जो भी क्षैतिज रेखा है वह वही है जो आपके पास झुकाव रेखा के रूप में है और यहाँ लाभ क्या है जब मैं भार लागू करता हूं तो यह कोने सबसे कमजोर बिंदु होता है इसलिए दरार की उत्पत्ति यहीं से होगी और आप इस विशेष समतल को कमजोर बनाते हैं दरार उस समतल का अनुसरण करेगा तो आप दरार की उत्पत्ति के साथ साथ उस समतल को नियंत्रित करने में सक्षम हैं जिसमें दरार आगे बढ़ेगी क्योंकि फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण के लिए हमें एक प्राकृतिक दरार की आवश्यकता है आपने शेवरॉन निशान का सचित्र प्रतिरूप देखा है मैं 2 नमूने लाया हूं एक परिवर्धित नमूना है जो बनाया गया है एक कड़ी मोटी चादर पर आपके पास यहां शेवरॉन निशान है और आपके पास कटा ऊपरी सतह भी है और आपके पास एक लघु आकार सघन तनाव नमूना है जो मैं इसे कक्षा में देना चाहता हूं ताकि आपको पहले से समझ में आ जाए कि शेवरॉन निशान कैसे बनता है और यह कैसा दिखता है फ़ैटिग् पूर्व दरार प्रतिबंध और फ़ैटिग् पूर्व दरार प्राप्त करने के लिए वहां रोक हैं कैसे भारण लागू किया जाना चाहिए दरार की नोक के पास अत्यधिक प्लास्टिक विकृति को ध्यान से रोकना है क्योंकि आप समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस करना चाहते हैं जहाँ प्लास्टिक क्षेत्र बहुत छोटा है इसलिए अनजाने में आपको पूर्व दरार प्रक्रिया को गलत तरीके से निष्पादित करके प्लास्टिक क्षेत्र का परिचय नहीं देना चाहिए फ़ैटिग् दरार वृद्धि के किसी भी चरण के दौरान Kmaximum 08 गुना KQ से अधिक नहीं होगा आपने पहले ही देखा है KQ कैन्डिडेट फ्रैक्चर टफनेस है इसका कारण है K का उच्च मूल्य फ्रैक्चरदरार को कुंद कर सकता है जो बहुत ज्यादा अग्रणी अतिवादी फ्रैक्चर टफनेस मूल्यों के लिए है यही नहीं पिछले 25 प्रतिशत दरार की लंबाई के दौरान को ऐसे भार किया जाना चाहिए कि Kmaximum 06 KQ से कम हो और Kmaximum यंग मॉडुलुस young's modulus 032 गुना 10 पावर माइनस 3 मूल मीटर से कम हो आप जानते हैं ये सभी बहुत कड़े प्रतिबंध हैं और वास्तव में फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण करने वाले व्यक्ति को इसका पालन करना पड़ता है सौंपा गया काम समस्याओं में से एक आपको यह अनुभव देता है और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप यह समझने की स्थिति में होंगे कि इन स्थितियों को कैसे लगाया जा सकता है कम से कम आपकी गणना में तो आपके पास फ़ैटिग् पूर्व दरार के लिए सिफारिशों का समूह है और यह इस बात से जुड़ा हुआ है कि वह मूल्य क्या है जिसका आप अंत में मूल्यांकन करने जा रहे हैं तो एक प्राथमिकता आपको पता नहीं है कि KQ क्या है यह वह जगह है जहाँ चुनौती निहित है जब कोई नई पदार्थ आपको दी जाती है तो आपको एक उचित अनुमानित काम करना पड़ता है प्रायोगिग विधि और प्रयोगात्मक प्रक्रिया क्या है आपको पूर्व दरार हुए नमूने को भार करने के लिए विशेष जोड़ का उपयोग करना होगा भारण की दर 055 से 275 एमपीए मूल मीटर प्रति सेकंड तक बनाए रखी जानी चाहिए आप जानते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है हमारी सभी चर्चाओं में हमने कहा है हमें इसे धीरे धीरे भार करना होगा यह कितना धीरे धीरे है एक कूट संकेत आपको सिफारिश देता है हमारे पास यह 055 से 275 एमपीए मूल मीटर प्रति सेकंड है और आपको भार विस्थापन वक्र अभिलेख करना होगा यह बहूत ज़रूरी है केवल उसी से हम फ्रैक्चर टफनेस निर्धारण के लिए आवश्यक मापदंडों का मूल्यांकन करने की स्थिति में होंगे और जो भी ट्रांसड्यूसर जो आप भार के मापन के साथ साथ विस्थापन के लिए उपयोग करते हैं उन्हें ऐसे चुना जाना है कि अधिकतम भार एक प्रतिशत सटीकता के भीतर निर्धारित किया जा सके आप अधिकतम भार पर गणना में त्रुटि नहीं करना चाहते हैं नमूना का परीक्षण तब तक किया जाता है जब तक कि वह भार को और अधिक न बढ़ा सके इसका मतलब है परीक्षण के अंत में नमूना टूट जाता है यह वही है जो आप वास्तव में देख रहे हैं जब आप कहते हैं कि आपको भार विस्थापन को मापना है तो यह एक क्लिप गेजद्वारा किया जाता है लोग दरार मुंह खोलने के विस्थापन को मापते हैं आपके अन्य ट्रांसड्यूसर से आपको भार मिलता है एक अन्य क्लिप गेजसे आपको दरार मुंह प्रारंभिक विस्थापन मिलता है तुम्हें पता है यह वह जगह है जहाँ यह नमूने को लगाया जा सकता है कुछ विवरण दिया गया है इसे इस तरह से लगाया जा सकता है या इसमें धार का एक तेज विवल टाइप छोर हो सकता है और फिर आपके पास इस तरह से एक विवरण हो सकता है और वास्तव में आप क्या करते हैं एक क्लिप गेजलिया जाता है और इसमें डाला जाता है और यह दरार मुंह खोलने के विस्थापन को मापेगा फ्रैक्चर पर भार का मापन और आप फ्रैक्चर पर भार कैसे मापते हैं आपके पास यहाँ एक अच्छा वक्र है यह भार में आपके मूल्यांकन को सरल करता है इसका एक साफ रेखाचित्र बनाएं लोग 3 अलग अलग किस्मों को वर्गीकृत करते हैं इसे प्रकार 1 प्रकार 2 प्रकार 3 के रूप में भी वर्गीकृत करते हैं यह प्रकार 1 है यह प्रकार 3 है हम प्रकार 2 भी देखेंगे इसलिए मेरे पास x अक्ष पर दरार द्वार प्रारंभिक विस्थापन है Y अक्ष पर मेरे पास भार है और इस मामले में क्या होता है भार बढ़ जाता है और आपके पास वक्र पर एक अच्छा ऐंठन होता है और भार को P Q के रूप में संदर्भित किया जाता है इस प्रकार के नमूना व्यवहार में अधिकतम भार भी होता है हमारे पास P बनाम सीएमओडी वक्र भी है इस तरह एक वक्र होने के नाते कोई स्पष्ट तरीका नहीं है कि आप PQ के मूल्य का पता लगा सकते हैं वास्तव में यह बढ़ेगा और फिर आपके पास कहीं Pmaximum होगा और फिर नमूना विफल हो जाएगा आलेख के उस हिस्से को नहीं दिखाया गया है यहां क्या किया जाता है जब आपके पास एक गैर रैखिक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है तो आप 5 प्रतिशत की एक कोटिज्या रेखा खींचते हैं और 5 प्रतिशत कोटिज्या रेखा क्या है प्रारंभिक ढलान के 95 प्रतिशत के साथ एक पंक्ति 5 प्रतिशत कोटिज्या रेखा है वास्तव में मैं एनीमेशन को फिर से कर सकता था और आप देख सकते थे कि आलेख कैसे खींचा जाता है यह मामले के लिए है जब स्पष्ट ऐंठन और पहचान होती है जब भिन्नता गैर रैखिक होती है तो यह इस तरह होती है और आप यह रेखा खींचते हैं और इसको छूता है और आपको PQ का मूल्य मिलता है इसलिए कोई मान जो एक सब्स्क्रिप्ट Q के साथ है आप इसका उपयोग कैन्डिडेट फ्रैक्चर टफ्नस का पता लगाने के लिए करते हैं अब हम जो देखने जा रहे हैं वह तब होता है जब मैं पॉप इन करता हूं आपने पहले ही ध्वनि सुनी है कुछ विशेष नमूनों में आपके पास एक पॉप इन घटना भी होगी तो अगर कोई पॉप इनघटना में आलेख का आकार इस तरह होगा फिर यह ऊपर उठ जाएगा और आपके पास एक Pmaximum होगा क्योंकि पॉप इन घटनाओं के मामले में हमने कहा बनावट में थोड़ा अचानक उछाल आएगा भार में कुछ अन्य वृद्धि के बाद ही नमूना पूरी तरह से टूट जाएगा मैं यहाँ भी एनीमेशन दोहराऊंगा आप पॉप इन ध्वनि सुन सकते हैं मुझे लगता है कि आप इसे सुन सकते हैं और आप फिर से एक 5 प्रतिशत कोटिज्या रेखा खींचते हैं लेकिन आप PQ के रूप में क्या लेते हैं इस तेज ऊंचाई को PQ के रूप में लिया जाता है इसलिए भार बनाम सीएमओडी आलेख प्राप्त करने का विचार यह है कि P का मूल्य क्या है जिसे आपको फ्रैक्चर टफनेस का पता लगाने के लिए प्रतिनिधि करना चाहिए और आप जानते हैं हमने विभिन्न प्रकार के पदार्थ व्यवहार देखे हैं और आप नमूने की मोटाई के एक फ़ंक्शन के रूप में भी पाते हैं जिस तरह से फ्रैक्चर की सतह दिखाई देगी वह भी अलग है जब मेरे पास एक पूर्ण समतल स्ट्रेन की स्थिति होती है तो आपके पास इस तरह एक फ्रैक्चर होगा मुझे लगता है कि मैं इसे आपके लिए आवर्धक कर सकता हूं तो आपके पास यहां क्या है फ्रैक्चर टफनेस इस तरह से भिन्न होती है सतह प्रतिबल के नमूनों के लिए आपके पास यहाँ क्या है प्रमुख कतरनी लिप हैं आप देखते हैं एक मध्यवर्ती मोटाई के नमूने के लिए आपने इसे अंतिम कक्षा में भी देखा होगा जब हमने प्लास्टिक क्षेत्र पर चर्चा की थी शुरू में यह एक समतल स्ट्रेन की तरह है अंत तक आपके पास एक कतरनी लिप है जितना संभव हो इसका एक साफ रेखाचित्र बनाएं जिस क्षण आप एक मोटे नमूने पर आते हैं जहां आप समतल स्ट्रेन की स्थिति को सुनिश्चित कर सकते हैं आपके पास एक सपाट सतह होगी और यह एक पदार्थ गुण के रूप में लिया जाता है समतल स्ट्रेन स्थिति के तहत फ्रैक्चर टफनेस का मूल्य पदार्थ गुण के रूप में लिया जाता है पतले पट्टीयों के लिए आपको पता लगाने की आवश्यकता है हम देखेंगे कि समतल प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण कैसे करें तो अनिवार्य रूप से जब आप नहीं जानते कि क्या मोटाई होनी चाहिए तो आप इस क्षेत्र में मँडराएंगे यदि समतल स्ट्रेन की स्थिति के लिए मोटाई पर्याप्त रूप से बड़ी नहीं है तो इसका मध्यवर्ती मूल्य हो सकता है दरार लंबाई की माप और स्वीकृति मानदंड और अंत में एक बार नमूना टूट जाने के बाद आपके पास दरार की लंबाई को मापने के तरीके की आवश्यकताएं हैं और स्वीकृति मानदंड क्या है यहाँ आपके पास 2 चित्र हैं एक रेखाचित्र है रेखाचित्र दिखाता है यह नमूना है और यह शेवरॉन निशान है और आपके सामने दरार है और आप दरार को कैसे देखते हैं दरार सामने की तरफ सीधी नहीं है मोटाई के नमूनों के मामले में जिसे हमने पहले देखा था हमने बस इसे एक सीधी रेखा के रूप में रखा है क्योंकि यह केवल एक नमूना है जब आप शारीरिक रूप से एक प्राकृतिक दरार पैदा करते हैं तो दरार केवल इस तरह से फैलती है तो प्रतिबंधों में से एक है आप किस मात्रा की वक्रता को सहन कर सकते हैं तो आपके पास दरार का एक विकास चरण है और एक फ्रैक्चर सतह है और मुझे लगता है कि मैं इस तस्वीर को बड़ा कर सकता हूं यह एक टूटा हुआ नमूना है तो आप यहाँ शेवरॉन निशान देख सकते हैं और यह वह क्षेत्र है जहां आपके फ़ैटिग् दरार में वृद्धि होती है निश्चित रूप से यह सीधे नहीं है यह एक वक्रता है और आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि एक हिस्सा है जो शेवरॉन निशान से निकलता है शेवरॉन निशान यहां समाप्त होती है और आपके पास थोड़ी दूरी है आपको आश्चर्य होगा कि इन दूरियों को कूट संकेत में लिखा गया है आपके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता हमारे पास यह सब होगा नमूना के इस पक्ष में बाहर का मूल्य क्या आ रहा है क्या तरीका है इसका कि यह नमूने के इस पक्ष में बाहर आ रहा है वक्री होने का तरीका क्या है परीक्षण को स्वीकार करने के लिए ये सभी माप आवश्यक हैं तो आप एक एक करके देखेंगे दरार की लंबाई मापने के लिए आप 3 माप करते हैं नमूने के केंद्र के साथ और एक माप आधा शैली ऊपर दूसरा माप आधा शैली नीचे तो आपके पास यह a1 a2 और a3 है तो इन 3 मापों से आपकी दरार की लंबाई a के बराबर 13 a1 प्लस a2 प्लस a3 के रूप में मिलती है कूट संकेत कहता है आपको कैसे मापना और अर्हता प्राप्त करनी चाहिए कि आप स्वीकार कर सकते हैं या नहीं मैं a1 a2 a3 को मापता हूं और स्वीकृति मानदंड क्या है 3 दरार आकार मापों में से किसी 2 में अंतर 10 प्रतिशत a से अधिक नहीं होना चाहिए देखिए भार माप के मामले में हमने P Q को देखा था केवल जब आपके पास एक मामला होता है जहां एक ऐंठनहोता है तो यह P Q और Pmaximum मिलना होता है अन्य दो मामलों में Pmaximum P Q की तुलना में थोड़ा अधिक है फिर से सिफारिश PQ है और Pmaximum अंतर 10 प्रतिशत नहीं होना चाहिए और यहाँ आप पाते हैं सामान्य तौर पर आपके पास एक घटता बढ़ता दरार फ्रन्ट होगा चित्रांकन में इसे साधारण चाप के रूप में दिखाया गया है यहाँ यह अलग है तो जब आप माप a1 a2 a3 बनाते हैं आपको अंततः यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या ये माप 10 प्रतिशत a से अधिक है अगर ऐसा है तो आपको जाँच छोड़नी पड़ सकती है तुम्हें बहुत सावधानी से पूर्व दरार की ओर जाना और उसको करना है फिर जैसा कि मैंने उल्लेख किया है आपके पास भी होना चाहिए वह लंबाई कितनी होगी जो बाहर की तरफ आती है कूट संकेत कहता है कि दोनों सतहों पर शेवरॉन से फ़ैटिग् की दरार को उभरना है देखें आप दरार की लंबाई केवल नमूना टूट जाने के बाद देखते हैं आप जानते हैं कि बहुत मुश्किल है दरार की लंबाई को मापना जैसे आप भारण करते हैं आपके पास कुछ गैर विनाशकारी प्रकार के माप को देखने के लिए शेवरॉन निशान से परे दरार विकसित हो गई है तो कूट संकेत कहता है यह 0025 w या 13 मिलीमीटर होना चाहिए आपको दोनों में से बड़ा देखना होगा यह व्यावहारिक विचारों से अनुशंसित है देखिए मुझे इस तरह की कक्षा में यकीन है मैं इस तरह के मिनट के विवरण में क्यों आता हूं वास्तव में मैं आपको बहुत मिनटों का विवरण नहीं दे रहा हूं मैं आपको केवल कूट संकेत की कुछ मुख्य महत्वपूर्ण विशेषताएं दे रहा हूं यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है बहुत सारे विवरण हैं लेकिन अगर आप वास्तव में कूट संकेत को देखते हैं तो सब कुछ के लिए कूट संकेत निर्दिष्ट करता है आपको पहले यह बताना होगा कि कूट संकेत क्या कहते हैं फिर आपको इसे लागू करना होगा यह एक चुनौतीपूर्ण काम है तो पहली आवश्यकता है आप शेवरॉन निशान के अंत से पहले एक दरार बंद नहीं कर सकते यह सामने आना चाहिए कितना बाहर आना चाहिए यहां दिखाया गया है और एक और प्रतिबंध भी है यह बहुत ज्यादा बाहर नहीं आना चाहिए यह कहता है यदि आप इस सतह पर a1 और दूसरी सतह पर a2 को मापते हैं तो उन्हें 15 प्रतिशत a से अधिक भिन्न नहीं होना चाहिए और a1 माइनस a2 10 प्रतिशत a से अधिक नहीं होना चाहिए तो दरार की लंबाई को मापना कोई सरल काम नहीं है यह एक सम्मिलित कार्य है तो इसका मतलब है कि जो संचालक फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण में शामिल है उसे कुछ कौशल विकसित करना चाहिए अन्यथा यह बिल्कुल संभव नहीं है क्योंकि पदार्थ बहुत महंगी हैं प्लेट भण्डार से नमूना का चयन तो हमने देखा है कि किस तरह से हमें मोटाई को मापना होगा दरार की लंबाई को मापना होगा एक अन्य पहलू मैं फ्रैक्चर यांत्रिकी के मामले में भी उल्लेख कर रहा हूं हम परीक्षण में पदार्थ अपररूपता को बहुत व्यवस्थित तरीके से लाते हैं तो आपके पास एक प्लेट भण्डार है जहां आपके पास L T के साथ साथ S अक्ष भी चिह्नित है इसका एक रेखाचित्र बनाओ विनिर्माण प्रक्रिया के आधार पर इसकी ताकत अलग अलग दिशाओं पर अलग अलग होगी यदि इसे लंबाई दिशा के साथ बाहर निकाला जाता है तो आप पाएंगे कि इसमें अधिक ताकत होगी और कूट संकेत क्या कहते हैं आपको प्लेट भण्डार से उचित रूप से नमूना चुनना होगा आपको पता होना चाहिए कि नमूना किस तरह से संरेखित किया गया है आप नमूना 1 और 2 लिखते हैं आप इसका एक रेखाचित्र बनाते हैं तो नमूना 1 के मामले में अक्ष को T के रूप में दिया गया है और दरार उसी L दिशा में आगे बढ़ेगी जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ दरार है जैसा कि मैं भार लागू करता हूं दरार L दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है तो यह L दिशा में फ्रैक्चर टफनेस से तय होगा और आपके पास नमूना 2 है जहां अभी भी अक्ष समान है यह नमूना 1 की तरह T दिशा में है लेकिन दरार S दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है तो आपको क्या करना चाहिए आपको अपने कमरों में वापस जाना चाहिए अन्य मामलों के लिए चित्रों में भरें 3 4 5 6 तो आपके पास एलटी एलएस एसटी एसएल और इसी तरह का एक संयोजन हो सकता है और इस प्लेट भण्डार में आपके पास एक सतह दरार भी दिखाई गई है देखें क्योंकि जिस तरह से प्लेट भण्डार से नमूना तैयार किया जाता है वह भिन्न हो सकती है मान लीजिए मेरे पास एक वास्तविक नमूने में एक सतह दरार है जिसके गुण दिशा निर्देश से भिन्न होते हैं आप यह आकलन करने की स्थिति में नहीं होंगे कि सतह दरार तब तक कैसे बढ़ेगी आप विभिन्न दिशाओं में फ्रैक्चर की टफनेस को जानते हैं यहाँ संक्षेप में यही दिया गया है S T दिशा के लिए टफनेस मान L T दिशा की तुलना में 30 से 60 प्रतिशत कम हो सकता है परिणाम क्या है परिणाम है एक भाग में शुरू से अंत तक दरार के माध्यम से गलत भविष्यवाणी की जा सकती है अगर इसका हिसाब नहीं दिया जाए यह हमने ब्रेक से पहले रिसाव मानदंड में देखा था मैंने कहा कि एक अर्ध अण्डाकार दोष एक चक्र बनने की कोशिश करेगा क्योंकि K बहुत अधिक है और आप चाहते हैं कि दरार आगे बढ़े और दबाव पोत में रिसाव पैदा करे फिर इसे बग़ल में स्थानांतरित करने के लिए कुछ पर्याप्त समय लेना चाहिए तो यह प्रतिबल तीव्रता कारक के साथ साथ फ्रैक्चर टफनेस से निर्धारित होता है तो फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण में आप पदार्थ अपररूपता में लाने के लिए भी विशेष ध्यान रखते हैं और उचित गुणों का पता लगाते हैं यह बहुत व्यवस्थित रूप से किया जाता है कुछ महत्वपूर्ण मानक अभ्यास अब कुछ मानकों पर वापस आते हैं फ्रैक्चर यांत्रिकी में आपके पास महत्वपूर्ण मानक और अभ्यास हैं और हमने वास्तव में E 399 06 की कुछ विशेषताओं को देखा था और यह 06 वर्ष का अर्थ है जिसमें अंततः मानक जारी किया गया है और आपके पास इसके लिए एक इतिहास है वर्तमान संस्करण 15 दिसंबर 2006 को स्वीकृत है और आपके पास इसका सारांश भी है एक विशेष खंड जो A3 नोट है को अप्रैल 2007 में संपादकीय रूप से ठीक किया गया है और यह आंकड़ी A41 अप्रैल 2008 में संपादकीय रूप से सही किया गया है मूल रूप से कूट संकेत को 1970 में मंजूरी दी गई थी मैंने इसे आपके ध्यान में क्यों लाया कूट संकेत बदलते रहते हैं लोग अधिक से अधिक अनुभव लाते हैं और वर्तमान समझ के अनुरूप इसे थोड़ा संशोधित करते हैं ऐसा नहीं है कि एक बार एक कूट संकेत विकसित होने के बाद लोग इसे आँख बंद करके अनुसरण करते हैं ऐसा नहीँ हैं यदि कुछ शोध में पाया गया है कि एक विसंगति है तो लोग उचित विचार के बाद संशोधन करते हैं और आपका कूट संकेत E 399 06 धातु पदार्थ के समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस के लिए मानक परीक्षण विधि है और उस में आपके पास B 645 07 का संदर्भ है 07 वह वर्ष है जिसमें इसे अनुमोदित किया गया है यह एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं के रैखिक लचीला समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण के लिए एक मानक अभ्यास है यह एक धातु पदार्थ के लिए है और यह एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं के लिए कुछ सिफारिशें हैं फिर आपके पास एक और मानक E 1820 99 है यह फ्रैक्चर टफनेस की माप के लिए एक मानक परीक्षण विधि है यह E 399 का सामान्यीकरण है फिर आपके पास एक और मानक E 1823 96 मानक शब्दावली फ़ैटिग् और फ्रैक्चर परीक्षण से संबंधित है यह E 616 89 की जगह लेता है तुम्हें पता है कि मैंने पहले ही उल्लेख किया था फ़ैटिग् और फ्रैक्चर के बीच प्रतीकों का अतिव्याप्त है इसलिए लोगों ने इस मुद्दे को भी देखा और मानकीकृत किया कि किन मात्रा को संदर्भित किया जाना है आप जानते हैं जब भी कोई मानक विकसित किया जाता है तो यह लोगों तक पहुंचना चाहिए इसमें कुछ समय लगता है यह तुरंत नहीं होता है और हम इनमें से कुछ मानकों की विशेषताओं को देखते हैं मैंने सभी मानक नहीं दिए हैं केवल कुछ चुनिंदा मानक को मैंने लिया है और यदि आप मानक E 399 06 की विशेषताओं को देखते हैं तो यह एक असामान्य मानक है कि एक वैध परीक्षण की शुरुआत में आश्वासन नहीं दिया जा सकता है जो हमने देखा है आपको K Q और यह पता लगाना होगा कि क्या K Q अपने सभी प्रतिबंधों को नमूना आयामों दरार की लंबाई पूर्व फ़ैटिग् दरार प्रतिबंध के संदर्भ में और इतने पर संतुष्ट करता है तो आप इसे कहते हैं फ्रैक्चरटफनेस तो यह उस दृष्टिकोण से एक बहुत ही असामान्य मानक है और यह कि हमने क्या अंकित किया है हमने केवल दो मापदण्ड दर्ज किए हैं एक दूर से लागू भार P है और एक क्लिप गेज के साथ मापा गया दरार मुंह का विस्थापन है तो ये दो माप हैं जो हम अंततः बनाते हैं लेकिन शुरू में आप एक प्राकृतिक दरार उत्पन्न करने के लिए एक फ़ैटिग् भार करते हैं वास्तविक परीक्षण निरसीय भारण द्वारा किया जाता है आप चक्रीय रूप से वहां के बल को घटाना बढ़ाना नहीं करेंगे निरसीय भार धीरे धीरे लागू करते हैं धीरे धीरे यह भी कूट संकेत द्वारा तय किया जाता है और हमने यह भी ध्यान दिया है कि सभी नमूनों को विचाराधीन करने के लिए पूरी तरह से विफल होना चाहिए मान लीजिए कि परीक्षण अमान्य हो गया है तो यह एक संभावना है क्योंकि यह गारंटी नहीं देता कि परीक्षण अंतिम होगी वैध परीक्षण के सभी मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने वाले परीक्षणों के लिए मानक का सुझाव है कि परीक्षण को मोटाई में 50 प्रतिशत बड़े नमूने के साथ दोहराया जाना चाहिए मोटाई के आधार पर अन्य सभी आयाम निश्चित हैं तो आपको मोटाई में इस तरह के बदलाव के लिए जाना होगा और परीक्षण को फिर से करना होगा इसलिए E 399 में आपको कुछ कठिनाइयाँ हैं आइए हम देखते हैं मानक अभ्यास B645 07 की विशेषताएं क्या हैं समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण E 399 के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जाता है हालांकि यह तीन मुख्य क्षेत्रों में एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं के समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस के लिए पूरक जानकारी प्रदान करता है किसी किस्म की छूट यही है आप एक परीक्षण करते हैं आप अपने सभी परिणामों को बाहर नहीं फेंकते हैं यदि कुछ परिणामों को बचाया जा सकता है तो इस अभ्यास को देखा है तीन मुख्य क्षेत्र प्रतिचयन हैं नमूना आकार चयन और परिणामों की व्याख्या है कि परीक्षण विधि E 399 में वैधता आवश्यकताओं को विफल करने के लिए निम्न क्षेत्रों में से एक में यह निर्धारित करने के लिए कि वैध परिणाम प्रचय लोकार्पण के लिए उपयोग करने योग्य हैं तो यह अनिवार्य रूप से पसंद है कितनी अच्छी तरह से एक परीक्षण निस्तारण किया जा सकता है हम यह भी देखेंगे क्या क्षेत्र हैं यदि P Q आवश्यकताओं द्वारा विभाजित इस Pmaximum को संतुष्ट करने में कोई दोष है तो क्या किया जा सकता है नमूना आकार अपेक्षा क्या है और फ़ैटिग् पूर्व दरार अपेक्षा क्या है इसलिए यदि शर्तें पूरी तरह से पूरी नहीं हुई हैं तो उनमें से कुछ को स्वीकार करने के लिए साधन के माध्यम से यह प्रदान करता है ऐसा नहीं है कि आप संक्षेप में अस्वीकार करते हैं क्या कोई तरीका है जिससे आप परीक्षण आँकड़े को बचा सकते हैं अब हम मानक E 1820 99 की विशेषताओं पर चलते हैं और यह क्या करता है अतिरिक्त उपकरण और परीक्षण प्रक्रिया में कुछ बढ़ी हुई जटिलता की कीमत पर यह फ्रैक्चर के अतिरिक्त उपायों की प्रतिवेदन के लिए साधन प्रदान करता है जब समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस एक उपयुक्त मापदण्ड नहीं है देखें यह मुख्य रूप से है क्योंकि परीक्षण महंगा है यदि आप देखें तो समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण यहां तक कि E 399 एक तनाव परीक्षण की तुलना में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं यह महंगा है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन परीक्षण के अंत में यदि आप पाते हैं कि आपके ज्यामितीय मापदण्ड ठीक नहीं थे तो आप बस त्याग कर देते हैं इससे बचने के लिए आपको एक कीमत चुकानी होगी आपके द्वारा यहां दिया गया मूल्य अतिरिक्त उपकरण और परीक्षण प्रक्रिया में कुछ बढ़ी हुई जटिलता है हम परीक्षण प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रहे हैं लेकिन हम कम से कम जानते हैं अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कूट संकेत E 1820 पर जाएं और यह क्या करता है मानक सीटीओडी और जे इंटीग्रल जैसे अन्य मापदंडों की प्रतिवेदन करता है तो ये अनिवार्य रूप से इलास्टोप्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के लिए हैं इसलिए आप हार नहीं मानेंगे आप परीक्षण से अन्य फ्रैक्चर मापदंडों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और हम मानक E 1823 96 की विशेषताएं भी देखेंगे यह फ़ैटिग् और फ्रैक्चर परीक्षण दोनों की शब्दावली को एक मानक में जोड़ता है इसका उपयोगी पहलू है यह समय पर साहित्य में दिखाई देने वाले नमूनों के लिए आशुलिपि अंकन के असंख्य का मानकीकरण है हमने सीसीटीदेखी है हमने एसईएन को देखा है लेकिन वे नमूनों को लेबल करने के तरीके पर एक अलग सिफारिश देते हैं कूटीकृत प्रणाली नमूना प्रकार भारण और पदार्थ अभिविन्यास का वर्णन करती है जिसमें एक वैकल्पिक उपसर्ग पूर्ण रूप से लिखा गया है हम कुछ उदाहरण देखेंगे यदि आप उदाहरण देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस कूट संकेत का सार क्या है तो आपके पास कोष्ठक T के भीतर एसई जैसा कुछ होगा इसलिए यह एक तन्यता भारण के साथ एकल धार वाले नमूने के अलावा कुछ भी नहीं है जब मेरे पास एसई B होता है तो यह झुकने वाले भार के साथ एकल धार वाला नमूना होता है और आपके पास एक उपसर्ग है यह एक रूपरेखा वाली DB नमूना है हमारे पास यह दोहरा कन्टीलीवर बीम नमूना है जो तनाव के अधीन है यह समोच्च क्यों है हमने देखा है यदि आप एक स्थिरांक K चाहते हैं तो आप एक नमूना डिज़ाइन कर सकते हैं जहाँ नमूना की ऊँचाई बदलती है इसलिए यह बताने के लिए कि आपके पास यह सम्मिलित DB T है इतना ही नहीं वे निकाले गए नमूने की दिशा में भी लाते हैं मेरे पास सीटी का नमूना है आप इसे C के रूप में नहीं रखते हैं और आपके पास कोष्ठक के भीतर भी है S हाइफन T तो यह S T प्रकार का नमूना है जो प्लेट भण्डार से निकाला गया है और आपके पास यह C W है जो सतह दरार है यही इसको दर्शाता है और आपके पास LT दिशा के लिए यह है कुछ नमूना यह एक मध्य दरार है इसका मतलब है कि C C T नमूना ने जो कहा है उस पर ध्यान दें उन्होंने ऐसा कहा है कि मध्य नमूना मध्य दरार नमूना तनाव के अधीन है और यह भाग में शुरू से अंत तक सतह दरार P S T S हाइफ़न L है मुझे खेद है यहाँ यह C W है सघन तनाव नमूना कील भारण के अधीन है T तन्यता भारण को दर्शाता है B झुकने भार को दर्शाता है W कील भारण को दर्शाता है और M मध्य दरार को दर्शाता है जो केंद्र दरार नमूना है P S भाग में शुरू से अंत तक सतह दरार को दर्शाता है तो यह एक नमूने की तरह है आपको पता है आपको जानना पड़ेगा मान लीजिए आप एक पेपर लेते हैं जो इस कूट संकेत का अनुसरण करता है और फिर नमूने को संक्षिप्त करता है आपको पता होना चाहिए कि आप फ्रैक्चर यांत्रिकी पर पाठ्यक्रम में पहले ही यह सुन चुके हैं और एक और बहुत ही दिलचस्प सिफारिश भी है जो यह कूट संकेत देता है कोई भी इसका पालन नहीं करता है यह प्रारंभिक इन प्लेन कतरनी और आउट प्लेन कतरनी मोड से बाहर होने के लिए ऐरबिक अधोलेख 1 2 और 3 के उपयोग की सिफारिश करता है लेकिन अधिकांश पुस्तकें रोमन अंकों I II और III का अनुसरण करती हैं और जो इस पाठ्यक्रम में भी अपनाया जाता है इसलिए इस वर्ग में हमने जो देखा है वह हमने देखा है फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण की विशेषताएं अनिवार्य रूप से समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस को देखा हमने शेवरॉन निशान पर ध्यान दिया है और हमने उस नमूने को भी देखा है जो मैंने आपको दिया था एक वास्तविक नमूना कैसा दिखता है फिर हम दरार को मापने के लिए कैसे चले गए इससे जुड़ी सिफारिशें क्या हैं भार कैसे मापें और आप उन मूल्यों की विवरण कैसे करते हैं फिर अंत में हमने एक प्लेट भण्डार से भी देखा जिस तरह से आप नमूनों को निकालते हैं और फिर हमने चयनित कुछ मानकों को देखा जो फ्रैक्चर परीक्षण में महत्व के हैं कई मानक उपलब्ध हैं हमने अभी कुछ चुनिंदा मानकों और उनकी विशेषताओं को भी देखा है धन्यवाद